ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विश्लेषण और डिज़ाइन को डिजाइन करने का व्यापक तरीका क्या होना चाहिए इससे पहले कि मैं विशिष्ट उद्देश्यों के अंदर जाऊँ आइए हम अभी उन प्रमुख बिंदुओं को शीघ्रता से दोहराएं जिन्हें हमने पाठ्यक्रम में अब तक चर्चा की है शुरू में हमने इस बारे में बात की कि सॉफ़्टवेयर परियोजना विफल क्यों हुई और यह पहचाना की सॉफ़्टवेयर विकास सॉफ़्टवेयर प्रोजेक्ट के कारण आने वाली समस्याएं फिर हम विभिन्न कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमने पिछले मॉड्यूल में चर्चा की कैसे हम जटिलता को संभाल सकते हैं और हम देखते हैं कि डिजाइन की जटिलता एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के 5 बुनियादी गुण उसी समय सीमित जानकारी को संभालने के लिए सीमित मानव क्षमता से उत्पन्न होने वाली डिसऑर्गेनाइजड कंपलेक्सिटी इसी के साथ वर्तमान मॉड्यूल के बारे में हमारी क्या समझ है रूपरेखा मुख्य रूप से उस भाग के बारे में होगी जो पूरी डिजाइन प्रक्रिया के डीकंपोजिशन के संदर्भ में है तो हम विघटन की भूमिका का विश्लेषण करने के साथ शुरू करते हैं जैसा कि हमने देखा है कि वहाँ डीकंपोजिशन स्ट्रक्चर है कई उदाहरणों को हमने देखा की प्रणाली का विघटन संभव है अब हम वास्तव में जांच करना चाहते हैं कि एक सिस्टम में डीकंपोजिशन कैसे कर सकते हैं और हम ध्यान दें कि मुख्य रूप से 2 दृष्टिकोण हैं जो पिछले 50 60 वर्षों में सॉफ्टवेयर विकास के अभ्यास उभरे है पहला एल्गोरिथम डीकंपोजिशन दृष्टिकोण है हम उनमें से प्रत्येक पर एक नज़र डालेंगे और फिर अंत की ओर दूसरे पर एक का क्या फायदा है यह देखने के लिए उनकी तुलना करेंगे इसलिए एल्गोरिथम डीकंपोजिशन हैजिसमें एक समस्या है आप इसे 2 या अधिक की संख्या में विभाजित कर सकते हैं आमतौर पर विभिन्न उप समस्याओं में जो प्रकृति में सरल हैं और जिनके समाधान एक साथ पूरी मुसीबत का हल कर सकते हैं बहुत ही विशिष्ट शब्दों में हमने इस तरह के दृष्टिकोण का डिवाइड कौनकर जैसी चीजों को पढ़ा तो सामान्य तौर पर हम एल्गोरिथमिक डीकंपोजिशन में ध्यान देंतो इसने हमें प्रमुख प्रसंस्करण चरणों के संदर्भ में समस्या का विघटन करना होता है तो एल्गोरिथमिक डीकंपोजिशन को पहचानना हैऔर इसके संदर्भ में पूरी समस्या को विघटित करने का प्रयास करना हैं तो यहाँ एक उदाहरण है यह उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक से है तो यहाँ समस्या है फ़ाइल को अपडेट करना तो यह शीर्ष स्तर की समस्या है जिसे हम वास्तव में संबोधित करना चाहते हैं हल करना चाहते हैं ऐसा करने के लिए निश्चित रूप से एक फ़ाइल में कुछ मास्टर कर रहा हूं तो नए मास्टर क्षेत्र को और ऊपर रखना होगा तो उस अपडेट फ़ाइल का एक स्तर है जहां यह पहला स्तर है जिसमें कार्य विघटित होते हैं फिर अगर आप किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं उन्हें मास्टर क्षेत्र प्राप्त होता है इस कार्य को पूरा करना होता है तब यह अन्य उपखंडों में जाने से पूरा होता है और यह वास्तव में बहुत मायने नहीं रखता है अगर आप विशेष रूप से हर उप कार्य को गहराई से नहीं समझते हैं इस विशेष मामले में हैं क्योंकि हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह एक व्यापक विचार है कैसे डीकंपोजिशन किया जा सकता है तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे ट्री को जोड़ें ऐसे कार्य जिनमें अन्य उप कार्य नहीं हैं इसका मतलब यह होगा कि यह एक स्तर पर है जहां इसे सीधे एल्गोरिथम एक विशेषज्ञ प्रणाली उपकरण से उत्पन्न हुआ था तो यह दिलचस्प है क्योंकि इसका मतलब है कि इस पर काफी स्वचालन किया जा सकता है इनपुट एक डाटा फ्लो डायग्राम के बारे में भी बात करेंगे लेकिन एक विशेषज्ञ प्रणाली उपकरण डाटा फ्लो डायग्राम को बनाते हैं इसलिए इसने समस्या को बहुत विशिष्ट विभिन्न चरणों में विभाजित किया है जैसे कि गेट फॉर्मेटेड अपडेट का मूल दृष्टिकोण है आप पूरे कार्य को देखते हैं हम मूल रूप से प्रोसेसिंग लॉजिक तक नहीं पहुंच जाते हैं जिन्हें सीधे हल किया जा सकता है इसके विपरीत इसके विपरीत हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीकंपोजिशन किस बारे में बात कर रहा है फ़ाइल को अपडेट जिनकी समस्या बात कर रहा है और हम सिस्टम को प्रमुख अवधारणाओं और प्रमुख विचार जिन्हें हम की एब्स्ट्रेक्शन दृष्टिकोण से काफी अलग है तो यहाँ अपडेट रिप्रेजेंटेशन की समान समस्या के लिए यहाँ हम मूल रूप से समस्या को विभिन्न एजेंटों की संख्या में विभाजित करते हैं एक हम कहते हैं कि मास्टर फ़ाइल है चेकसम वगैरह उनमें से प्रत्येक एक महत्वपूर्ण अवधारणा है पूरे प्रॉब्लम डोमेन कर सकती है

इसलिए दृश्य पूरी तरह से भिन्न बन गया है वहाँ कोई विशिष्ट गेट फॉर्मेटेड अपडेट फंक्शनैलिटी के संदर्भ में वितरित किया जाता है और उन ऑब्जेक्ट सामना कर रही है तो यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीकंपोजिशन की तुलना में काफी अलग है पहली बात यह है कि हम पूरी दुनिया को ऑटोनॉमस एजेंटों के एक समूह के रूप में देखते हैं यह कथन एक सरल संक्षिप्त कथन है लेकिन यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीकंपोजिशन का एक संग्रह है ऑटोनॉमस तैर रहे हैं और उनमें से हर एक स्वतंत्र रूप से अपने व्यवहार के आधार पर कार्य कर सकता है दूसरों के अनुरोध करने के आधार पर और दूसरों से अनुरोध करने के आधार पर तो हम उन पहलुओं पर एक नज़र डालेंगे लेकिन बस याद रखें कि यह मूल दृष्टिकोण है उच्च स्तर व्यवहार के प्रदर्शन के लिए कई ऑटोनॉमस एजेंट नहीं है यह अब अपडेट फ़ाइल के साथ एक ऑपरेशन बन गया है यदि आप इसके बारे में अस्पष्ट हैं तो हमें बस एक कदम पीछेजाते हैं और यदि आप यहाँ इस अपडेट फ़ाइल विशेष डाल सकता है तो यह अंतर है यह संरचना में परिवर्तन है जो एल्गोरिथम के बीच हो रहा है इसलिए हम कह रहे हैं कि अब यह गेट फॉर्मेटेड अपडेट से जुड़ा हुआ एक ऑपरेशनबन जाता है इसी तरह जब हम इस गेट फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट को बनाता है जैसा कि मैं आपको उस डायग्राम उत्पन्न करता है तो जिस तरह से पूरी चीज़ को मॉडल दृष्टिकोण के लिए पूर्ण कार्य उप कार्य अपघटन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इसलिए हर ऑब्जेक्ट करता है अब इस स्तर पर जितना आसान दिख रहा है उतना नहीं है अब आप उलझन में होंगे जैसे कि आप अधिक से अधिक उदाहरणदेखेंगे यह स्पष्ट हो जाएगा लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये ऑटोनॉमस एजेंट के अनुरूप होना चाहिए तभी आपका डिजाइन वास्तव में प्रभावी हो पाएगा तो एक ऑब्जेक्ट बस एक यथार्थ इकाई है जो परिभाषित व्यवहार प्रदर्शित करती है यथार्थ से मतलब है कि वास्तविक दुनिया में इसका कुछ उचित अस्तित्व है और यह उन चीजों को कर सकता है जिनका हम उनसे प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं और वे ऐसा करते हैं यह दिलचस्प है कि वे उन्हें यह संदेश भेजकर करते हैं मुख्य रूप से जो ऑब्जेक्ट बुलाते हैं वे कुछ कार्यों को करने के लिए अन्य ऑब्जेक्ट को कुछ जानकारी कुछ संदेश भेज सकते हैं यह संपूर्ण दृश्य है और चूंकि यह संपूर्ण दृश्य ऑटोनॉमस एजेंट कहते हैं तो आइए हम उन पर एक नज़र डालते हैं अगर डीकंपोजीशन ऐसे हो रहा है तो हमारी समस्या कैसे हल हो रही है अगर एक एल्गोरिथम डीकंपोजीशन मूल रूप से कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं में कार्य करता है जैसा कि आप अनुभव कर सकते हैं और हम हमेशा यह जानते हैं कि सीपीयू कार्य होगा जो यह निर्देशों के संदर्भ में कर सकते हैं यह डेटा वापस डाल देगा यह मूल कंप्यूटिंग मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं यह एल्गोरिथम डीकंपोजीशन नहीं है इसलिए जब तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन करना शुरू किया हम विभिन्न कंप्यूटिंग मॉडल स्वीकार करता हैं जबकि अन्य में कई प्रोसेसर उभरे हैं इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीकंपोजीशन के बारे में न्यूनतम धारणा करनी चाहिए मैं नहीं करना चाहता मुझे अभी भी पता नहींहै कि इस प्रणाली को डिजाइन करने और कार्यान्वित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इसलिए मैं नहीं मानना चाहता कि मैं इसे एक पेंटियम 3 पर लागू करूंगा मैं ऐसी धारणाएं नहीं बनाना चाहता इसलिए मैं एक सरल धारणा बनाता हूं कि यह एक क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल को संदेश भेज सकता है

यह ऑब्जेक्ट का उपयोग करना चाहता हूं तो यह एक संदेश भेजता है जैसे मैं ओ 2 के लिए एक संदेश भेजता है और जबकि यह सब एक साथ एक अलग नोट पर हो रहे हैं ओ 4 ने ओ 2 के लिए एक और अनुरोध भेजा हो सकता है कुछ ऑपरेशन f2 करने के लिए और ये सभी अपने स्वयं के गति मामले में हो सकते हैं स्वयं की गति की स्वतंत्रता में हो सकते हैं और इसे क्लाइंट सर्वर मॉडल के रूप में जाना जाता है यहाँ उदाहरण के लिए अनुरोध करता है यदि ओ 3 कहा जाता है तो जैसे आप कहते हैं हम कहते हैं कि मानव विक्रेताओं के लिए सेवाएं मांगते हैं यह एक समान अवधारणा है जो क्लाइंट से सेवा के लिए पूछेंगे अब क्लाइंट में है जब भी कोई अनुरोधका संदेश भेजा जाता है तो प्रेषक जो सेवाओं के लिए अनुरोध कर रहा है वह क्लाइंट में होता है तो आप समझ सकते हैं कि जब तक आप कुछ कंप्यूटिंग सिस्टम को लागू करने में सक्षम होंगे इसलिए अगर ठोस शब्दों में हम सी करने के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए यह बुनियादी मॉडल है

इसलिए हमने एल्गोरिथमिक डिजाइन पर चर्चा की है और हम अगली बार एक नज़र डालेंगे कि वे ऐतिहासिक विकास के आधार पर तुलना कैसे करते हैं